तो मैं इटरेशन को थ्रेड्स में डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा हूं ऐसा लग रहा है कि सारे थ्रेड्स पूरे अरे पर काम कर रहे हैं तो मुझे हर थ्रेड को अरेarray के विभिन्न हिस्से में काम कराना होगा मैं ऐसा कैसे करूंगा ठीक है इसका कोड आप खुद से लिख सकते है तो आपको इसे एक बार ऑफलाइन देखना चाहिए अनिवार्य रूप से मैं एक फ्रॉम 'from' और टु'to'एक स्टार्ट'start' और एक एंड'end' सेट कर रहा हूं सभी थ्रेड्स के लिए उनके थ्रेड् आईडी के आधार पर तो इसलिए मैं पूरे अरे साइज को थ्रेड्स की संख्या से भाग देता हूं तो एक बिलियन को 4 से भाग देने जैसा है और और फिर एक रीजन एक थ्रेड् को एलोकेट करता हूं जिसका रेंज अरे साइज बाइ नमटी मल्टिप्लाई टीआईडी से लेकर अरे साइज बाइ नमटी मल्टिप्लाई टीआईडी प्लस वन माइनस वन तक है यह कुछ पेचीदा प्लस वन और माइनस ओवेंस है मुझे यकीन है कि आप इसका पता लगाने में सक्षम होंगे अंतिम थ्रेड् के लिए मुझे थोड़ा सावधान रहना होगा क्योंकि पूरा स्पेस चार भागों में बराबर नहीं बटा है इसलिए मुझे सावधान रहना होगा की अंतिम रीजन के साथ क्या करना है इसलिए यह एक खास स्थिति है जिसे हैंडल करना है और फिर मैंने इसे प्रिंट कर लिया यहां फिर से आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है जब आप अपने कोड की परफॉर्मेंस को नापने की कोशिश करते हैं उस समय कभी भी प्रिंट स्टेटमेंट टाइम रीजन में नहीं रखा जाता है क्योंकि ऐसा करने से ओवरहेड्स बहुत बढ़ जाता है ठीक है तो मैंने यह कोड रन किया और समय को कलेक्ट किया मैंने प्रिंट स्टेटमेंट को एक्सक्यूट नहीं किया मुझे प्रिंट स्टेटमेंट नहीं मिला इसलिए केवल सुविधा के लिए मैंने इस कोड को एक साथ रखा है ठीक है तो मैं क्या देखता हूं मैं देखता हूं की थ्रेड 0 0 से लेकर 250 मिलियन तक के रीजन में काम कर रहा है उस नंबर के बारे में और इसी तरह से ठीक है इसलिए यदि अरे 4 थ्रेड्स में बराबर बटा हुआ है और मुझे एलिमेंट्स का सम मिल रहा है और पूरा समय 4 सेकंड लेता है ठीक है कम से कम मुझे समय तो कम मिला इसलिए कोड का एक हिस्सा सही हो गया ठीक है अब मैं थ्रेड्स का इस्तेमाल करना देख सकता हूं लेकिन स्पष्ट रूप से अभी भी एक समस्या है क्या समस्या है की सम का मान अभी सही नहीं आ रहा है और हम जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है इसलिएहमें इसे ठीक करने की आवश्यकता है हम इस समय की तुलना करें जो प्राप्त कर रहे हैं इसलिए जैसा कि हम लोगों ने कहा था यह लगभग सीक्वेंशियल कोड मे लगने वाले समय का एक चौथाई है दूसरी समस्या को मैं कैसे सही करूंगा इसलिए यहां एक कंस्ट्रक्ट है जिसे प्रगमा ओमप क्रिटिकल ' pragma omp critical' कहते हैं यह क्या करता है वह रीजन जो तुरंत बाद है प्रगमा ओमप क्रिटिकल के अगर आपके पास कई स्टेटमेंट्स हैं तो मैं इसको करली ब्रेसेज में रखूंगा जैसा कि मैंने पहले किया था यदि एक स्टेटमेंट है तो मैं इसको बिना करली ब्रेसेज के लिख सकता हूं और प्रगमा ओमप क्रिटिकल ' pragma omp critical' यह निश्चित करता है कि यह खास रीजन इसे क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं यह रीजन एक बार में केवल एक थ्रेड एग्जीक्यूट करता है दो थ्रेड्स इस रीजन के अंदर एक समय पर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते इसलिए यह निश्चित करता है कि यह पूरा रीजन एटॉमिक है अगर कोई थ्रेड किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूटexecute कर रहा है तो दूसरा थ्रेड उस रीजन में इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है इसका मतलब है की जब मैं कोशिश कर रहा हूं 'sum ai' करने का यदि थ्रेड 0 'load ai into R1' इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर रहा है और सम को R2 में लोड कर रहा है तब इसे कहते हैं 'add R2 R1' और परिणाम को R2 में स्टोर करना है इसलिए जब एक थ्रेड मान लीजिए थ्रेड 0 इन इंस्ट्रक्शन को एक्जिक्यूट कर रहा है थ्रेड वन इनमें से किसी भी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता हैथ्रेड वन इस सेक्शन में प्रवेश नहीं कर सकता है इसलिए यदि थ्रेड वन अपने एग्जीक्यूशन के समय यह स्टेटमेंट देखता है तो स्पष्ट रूप से यह पहला स्टेटमेंट होगा जो उसने देखा है यह खासतौर पर लोड है ठीक है यह इस रीजन में प्रवेश नहीं करेगा यह इन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा इसलिए कुछ तरीके हैं इसे सुनिश्चित करने के लिए लॉक्स और सेमाफोर और अन्य तरीके भी हैं तो उन तरीकों को बाद में देखेंगे लेकिन अनिवार्य रूप से सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी थ्रेडइन इंस्ट्रक्शंस तक ना पहुंचे यह इन इंस्ट्रक्शंस के पहले ही ब्लॉक कर दिए जाएंगे वही पर इंतजार करते करेंगे इसलिए यह करने का एक आसान तरीका है कि आप एक सेपरेट वेरिएबल रखिए जो कि एक लॉक है और जब कोई भी थ्रेड इस रीजन में प्रवेश करता है तो वह थ्रेड इस लॉक की वैल्यू को वन कर देगा जिसका मतलब है कि उसने उस रीज़न को लॉक कर दिया है और फिर कोई अन्य थ्रेड इस रीजन को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा तो सबसे पहले लॉक चेक करेगा कि लॉक की वैल्यू वन है या जीरो है ठीक है यदि लॉक की वैल्यू 1 मिलती है तो वह इंतजार करेगा जब तक कि इसकी वैल्यू जीरो ना हो जाए ठीक है और थ्रेड जीरो जब एक्सक्यूशन समाप्त करता है तो वह लॉक की वैल्यू को वापस से जीरो कर देता है इसलिए यदि कोई थ्रेड इंतजार कर रहा है तो वह फिर से लॉक की वैल्यू को चेक करेगा अब इस थ्रेड को लॉक की वैल्यू जीरो मिलेगी और यह थ्रेड लॉक की वैल्यू को वन कर देगा और एक्सक्यूशन शुरू कर देगा ठीक है यह उपाय जो मैंने भी दिया लॉक के लिए उसमें एक स्पष्ट समस्या है जो कि आपको देखनी चाहिए सही है क्या समस्या है मैंने लॉक इस्तेमाल किया यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक समय में केवल एक थ्रेड इस रीजन को एग्जीक्यूट करें लेकिन खुद लॉक के बारे में क्या जो कि एक साझा वेरिएबल है और यह संभव है कि दो थ्रेड्स इसे एक साथ अपडेट करें ऐसा कैसे हो सकता है इसलिए थ्रेड 0 लॉक की वैल्यू को चेक करने की कोशिश करता है कि जीरो है या नहीं इसलिए थ्रेड वन भी लॉक की वैल्यू को चेक करने की कोशिश करता है की जीरो है या नहीं दोनों थ्रेड्स लॉक की वैल्यू को अपने रजिस्टर में फेच करते हैं दोनों को जीरो मिलता है दोनों लॉक की वैल्यू वन कर देते हैं और वापस कर देते हैं वे दोनों यह सोचते हैं कि उनके पास लॉक है दोनों आगे बढ़ते हैं और थ्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं इसलिए यह तरीका नहीं है लॉक्स को इंप्लीमेंट करने का ठीक है इसलिए आमतौर पर एक इंस्ट्रक्शन है जिसे टेस्ट एंड सेट कहते हैं यह एक हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन है तो यदि आप टेस्ट एंड सेट एक्स 'test and set X' कहते हैं तो यह क्या करेगा यह X की वैल्यूको फेच करेगा और उसके साथ 1 अपडेट करेगा यह इसे 1 पर अपडेट करेगा और प्रोग्रामर के लिए 1 अपडेट करने से ठीक पहले इस वैल्यू को प्राप्त करेगा इसलिएमैं कहता हूं कि मेरे पास एक लोकेशन X है इसलिए टेस्ट एंड सेट क्या करेगा इसलिए अभी X की वैल्यू है अल्फा इसलिए जब मैंने टेस्ट एंड सेट X को कॉल किया टेस्ट एंड सेट X के तुरंत बाद यह मुझे अल्फा की वैल्यू वापस करेगा और यह लोकेशन को 1 सेट करेगा यह अल्फा को एक से रिप्लेस कर देगा यह लोकेशन X पर वैल्यू वन स्टोर करेगा प्रोग्रामर के पास क्या है प्रोग्रामर के पास अल्फा की वैल्यू है वह वैल्यू जो इस लोकेशन पर थी मेरे एक लिखने से पहले और यह एटॉमिकली हुआ इसलिए एक लॉक इंप्लीमेंट करने के लिए आप इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे इसलिए जिस तरह से आप इस का उपयोग करते हैं अब जिस लॉक की बात कर रहे हैं ठीक है हम क्या करेंगे कि आप कहेंगे ' टेस्ट एंड सेट लॉक' यह क्या करेगा यह लॉक को 1 सेट करेगा और यह आपको लॉक की पिछली वैल्यू लौट आएगा अब आप कैसे जानेंगे कि आपके पास लॉक है या नहीं है यदि पिछली वैल्यू जीरो थी तब आपके पास लॉक है क्योंकि आपने इसे अभी लॉक किया है यदि पिछली वैल्यू 1 थी इसका मतलब है कि किसी के पास पहले से लॉक था और आपने उसकी वैल्यू को 1 अपडेट करके कोई गलती नहीं की है क्योंकि वह पहले से 1 था इसलिए टेस्ट एंड सेट कई हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स में एक एटॉमिक इंस्ट्रक्शन प्रदान करते हैं ठीक है इसलिए यह आपको लॉक इंप्लीमेंट करने के योग्य बनाता है इसलिए टेस्ट एंड सेट के बारे में हम और विस्तृत में नहीं देखेंगे बस आपको यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह इंस्ट्रक्शन मौजूद है काफी आर्किटेक्चर्स में और इसका इस्तेमाल लॉक्स को इंप्लीमेंट करने के लिए किया जा सकता है ठीक है इसलिए उसका इस्तेमाल करके मैं लॉक और क्रिटिकल सेक्शन को इंप्लीमेंट कर सकता हूं ठीक है इसलिए मैं अब निश्चिंत हूं कि सम का अपडेशन क्रिटिकल सेक्शन में होगा यदि एक थ्रेड इन सेट आफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है जो एक साथ सम को अपडेट कर रहे हैं कोई दूसरा थ्रेड इसी समय इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है यह सम को अपडेट नहीं कर सकता यह केवल वह जगह है जहां मैं सम को अपडेट कर सकता हूं इसलिए इस समय कोई भी थ्रेड सम को नहीं छू सकता ठीक है इसलिए मैं इस कोड को रन करता हूं मुझे सही उत्तर मिल गया समय को क्या हुआ 671 सेकंड जब आप पैरलल प्रोग्राम लिखते हैं उस समय आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है कंपाइलर ने जो कोड आरंभ किया है क्रिटिकल सेक्शन के पास जहां क्रिटिकल सेक्शन की शुरुआत होती है और जहां वह समाप्त होता है वह हिस्सा बहुत हैवी होता है ठीक है इसलिए यह केवल एक तुलना है मैं इसे 4 सेकंड तक ले आया हूं लेकिन अचानक से यह बढ़कर 671 सेकंड तक पहुंच गया जब मुझे सही उत्तर प्राप्त हुआ इसे मैं कैसे सही करूंगा इसलिए आपको कैसे करना चाहिए वे एक ही सम को क्यों अपडेट कर रहे हैं सम एक कमयुटेटिव और एसोसिएटिव ऑपरेशन है ठीक है एक निजी वेरिएबल की सहायता से प्रत्येक थ्रेड अपने हिस्से का सम की गणना करें और अंत में मैं साझा वेरिएबल को अपडेट कर दूंगा और कुछ ऐसा ही मैं यहां कर रहा हूं ठीक है इसलिए psum एक लोकल वेरिएबल है जो कि प्राइवेट सम है मैं ai को प्राइवेट सम से जोड़ता हूं और उसे ओएमपी क्रिटिकल में रखने की जरूरत नहीं है मुझे उसे क्रिटिकल सेक्शन में रखने की जरूरत नहीं है ठीक है यहां कोई रेस कंडीशन भी नहीं है थ्रेड एक दूसरे के वैरियेबल्स को एक्सेस नहीं कर रहे हैं यहां कोई साझा वेरिएबल नहीं है ठीक है जब मैंने पूरे लूप पर काम कर लिया जिस पर मुझे करना था अंत में पैरलल रीजन से निकलने के पहलेमुझे पार्शियल सम को जोड़ने के लिए सिंक्रोनाइज करना होगा इसलिए मैं यहां प्रग्मा ओम क्रिटिकल ' pragma omp critical'इस्तेमाल करूंगा और मैं psum को सम से जोड़ दूंगा क्रिटिकल सेक्शन ' pragma omp critical' को मैं कितनी बार कॉल कर रहा हूं इसके पहले कोड में इसे कितने बार इन्वोक किया गया था एक बिलियन बार इस बार उसे कितनी बार इन्वोक किया गया है चार बार ठीक है और अंततः मुझे 356 सेकंड का समय मिला और मेरा उत्तर सही है इसलिए मैं अंत में एक पैरलल प्रोग्राम लिखने में सक्षम रहा हूं जो वास्तव में मुझे लाभ देता है जब मैं इसकी तुलना अन्य कोड से करता हूं मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं मैंने वह प्राप्त कर लिया है जो मुझे चाहिए था